सुप्रभात दोस्तों मार्केटिंग रिसर्च और विश्लेषण की कक्षा में आपका स्वागत है जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी चर्चा की शुरुआत मार्केटिंग रिसर्च के साथ की थी और बाजार को परिभाषित किया था हमने यह भी देखा था की वे कैसे महत्वपूर्ण हैं यह अधिकारी छात्र पीएचडी विद्वान सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है हमारी आज की कक्षा में हम रिसर्च एप्रोच से रूबरू होंगे किस तरह का रिसर्च एप्रोच एक शोधकर्ता को होना चाहिए या उसे पालन करना चाहिए तो हम इस पर चर्चा करेंगे आइए रिसर्च एप्रोच से शुरू करें मूल रूप से रिसर्च एप्रोच क्या है और क्यों एक शोधकर्ता को इसे विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए यह मूल रूप से एक तार्किक प्रवाह है यह एक तार्किक प्रवाह या तार्किक पथ जिसे अनुसंधानकर्ता को अध्ययन करने के लिए अनुसरण करना चाहिए उदाहरण के लिए कभी कभी यह अनुसंधान सिद्धांत पर आधारित हो सकता है कभी कभी एक शोध एक अवलोकन पर आधारित हो सकता है तो सबसे अच्छा रिसर्च एप्रोच क्या है और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है जिसका अनुसरण करना चाहिए आइए इसे देखते हैं जैसे की किसी उत्पाद का उदाहरण लेते हैं तो अब जब मैं यह कह रहा हूं तो यह सुझाव देता है कि कैसे लोग एक विशेष समस्या की ओर जाने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैंने कहा यह उस स्थिति पर निर्भर करता है जिसमे शोधकर्ता है क्या यह व्यावहारिक अनुभवजन्य स्थिति में है या यह सैद्धांतिक रूप से अवलोकन है या अनुसंधान उन्मुख यह आयोजित किया जा रहा है तो यह एक विशेष शोध समस्या से निपटने के लिए तर्क है तो हमारा दृष्टिकोण यह कह रहा है कि हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे आइए अब इस दृष्टिकोण को देखें हालांकि यह हास्यास्पद है लेकिन बिल्कुल सच भी है तो अंकल सैम बिग ब्रदर एक तरह से आतंकवाद पर प्रहार कर रहे हैं जो सिर्फ समाज में नफरत बढ़ा रहा हैं तो क्या यह आतंकवाद से निपटने का सही तरीका है यह वह सवाल है जिसे हम सोचेंगे क्या यह सही दृष्टिकोण है क्या कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं हो सकता है जिससे इस समस्या से निपटा जा सकता है हम इसे देखेंगे ठीक इन्हीं बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो शोध कितने प्रकार के होते हैं जैसा कि मैंने कहा कि मूल रूप से यह एक तार्किक प्रवाह है तो उसके आधार पर मूल रूप से ३ प्रकार के एप्रोच बताए गए हैं यह है इंडक्टिव डिडक्टिव और अब्डक्टिव आइए पहले डिडक्टिव साथ शुरू करते हैं डिडक्टिव शब्द देदूस से आया है यह कहता है कि डिडक्टिव एप्रोच मौजूदा परिकल्पना के आधार पर विकसित होता है इसमे थ्योरी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और आप इसे रेखांकित कर लीजिये तो इसका मतलब है कि एक सिद्धांत पहले से ही मौजूद है और इस सिद्धांत के आधार पर हम एक परिकल्पना विकसित करने की कोशिश करते हैं और फिर परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एक शोध रणनीति तैयार करते हैं उदहारण के बैंकिंग उद्योग में बिक्री के प्रदर्शन पर बोनस का प्रभाव इसके लिए कॅरोट एंड स्टिक सिद्धांत होता है जो कहता है की आप गाजर प्रदान करके लोगों को प्रेरित कर सकते हैं या वस्तुओं को प्रेरित कर सकते हैं और इससे वे बेहतर काम करेंगे इसलिए अब इस सिद्धांत के आधार पर हम कहेंगे कि अगर सेल्समैन को बोनस दिया जाता है तो उनका प्रदर्शन बढ़ जाएगा हम तब परिकल्पना विकसित करते हैं और परिकल्पना के आधार पर हम कुछ परीक्षण करते हैं हम कुछ एकत्र करते हैं यह डेटा सीधे क्षेत्र से या प्राथमिक या माध्यमिक हो सकता है इस डाटा से हम कुछ परीक्षण करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे मैंने आम तौर देखा है कि लोग केवल विश्लेषण के बारे में समझने में अधिक रुचि रखते हैं लेकिन कोई भी शोध ज़मीनी स्तर की जानकारी को समझे बिना पूरा नहीं हो सकता अनुसंधान समस्या बहुत सारी हो सकती हैं जो सामने आ सकती हैं अंत में परिणाम पूरी तरह से एक पक्षीय विश्लेषण और बहुत सारे निष्कर्ष की अनुमति देता हैइसमें बहुत साड़ी त्रुटियां हो सकती हैं इसलिए यह कहता है कि एक डिडक्टिव दृष्टिकोण एक परिकल्पना विकसित करने से संबंधित है अब आइए इंडक्टिव अप्रोच को देखें न्यूटन ने देखा कि सेब जमीन पर गिर रहा है शायद हजारों लोगों ने इसे देखा होगा लेकिन किसी ने भी इसपर सवाल नहीं किया सिर्फ न्यूटन ने ही किया और वहीं से गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत विकसित हुआ इसका मतलब है की इस प्रकार का सिद्धांत आप देख कर बनाते है तो इंडक्टिव अप्रोच आप देख कर बनाते हैं सिद्धांत एक परिणाम है सही सिद्धांत एक अवलोकनों के दृष्टिकोण का परिणाम होता है उदाहरण के लिए मास्लो अब्राहम कहते है की समाज में विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती है जैसे की बुनियादी ज़रूरतों से लेकर प्राथमिक ज़रूरतों तक और फिर आत्म साक्षात्कार जैसी ज़रूरते उदाहरण के लिए कई महान और राजकीय लोग जो शाही परिवार में पैदा हुए थे लेकिन दिन के अंत में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि वह आत्म बोध आत्म सम्मान की स्थिति के चरण तक पहुँच गए थे उनकी बुनियादी जरूरत सामाजिक जरूरत समाप्त हो गई थी और अंत में वह यह समझ गए थे की जीवन में आत्म साक्षात्कार से अधिक कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मास्लो का जरूरतों का सिद्धांत उनके द्वारा देखे गए समाज में कुछ टिप्पणियों पर आधारित था ऐसे ही पोर्टर्स 5 मॉडल porter's five forces जो प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धी रणनीति है यह मॉडल कहता है कि कौन सी चीजें प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती उद्योग आपूर्तिकर्ता खरीदार के बीच लड़ाई फर्मों के बीच प्रतिद्वंद्विता सरकार का अधिकार बाजार में विभिन्न प्रतिभागीयह सभी चीज़ें प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती इसलिए यहाँ एक अवलोकन है और अंत में इससे सिद्धांत विकसित होता है अब्डक्टिव दृष्टिकोण इन दोनों के बीच में है यह पहले 2 सिद्धांतों में कमी के कारण विकसित हुआ यह पहले 2 एप्रोच से जुड़ी कमजोरी को संबोधित करता है लेकिन इसकी आलोचना होती है क्योंकि इस संदर्भ में स्पष्टता की कमी है अब थ्योरी का चयन कैसे करें जैसा कि हमने कहा कि यह थ्योरी से शुरू होता है अब सवाल यह है कि कौन सी थ्योरी हम कैसे जानते हैं कि लोगों को प्रबंधित करने के लिए कई सिद्धांत हैं उदाहरण मानव संसाधन नीतियां या एक मशीन के प्रदर्शन में सुधार तो इस एप्रोच में सिद्धांत का चयन करने के लिए स्पष्टता की कमी है तो इसके बारे में बहुत सारी आलोचना होती है जैसे की इंडक्टिव एप्रोच के खिलाफ यह तर्क है की कोई भी मात्रा में अनुभवजन्य डेटा आवश्यक रूप से सिद्धांत निर्माण में कारीगर नहीं हो सकता उदाहरण के लिए यदि आप डेटा एकत्र कर रहे हैं हो सकता है कि वे जुड़े हों हो सकता है कि वे जुड़े न होंहो सकता है कि उनके बीच कोई संबंध न हो तो इससे आप केवल डेटा ही एकत्र कर रहे हैं और अंत में आप इससे सिद्धांत उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि थ्योरी तभी स्थापित होगी जब कोई पैटर्न हो तो अगर आप पैटर्न स्थापित नहीं कर पा रहे तो आप कैसे सिद्धांत उत्पन्न करेंगे तो यही वह जगह है जहां अब्डक्टिव अप्रोच की आवश्यकता होती है अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की मंदी के पीछे लालच ही कारण होता है तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि चलिए एक अब्दुस्तिव एप्रोच का उदाहरण लेते हैं जहाँ हम कह रहे हैं की अर्थव्यवस्था में मंदी के पीछे क्या कारण है आइए दुनिया की कुछ बड़ी मंदी के बारे में बात करें 1929 के अवसाद से लेकर किसी भी वित्तीय अवसाद तक और हाल ही में जो सबप्राइम संकट हमने देखा लालच किसी भी मंदी के पीछे के कारणों में से सबसे पहले उल्लेखित है इसके लिए अब्डक्टिव अप्रोच का चयन होगा क्यूंकि न तो आप अपना सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं और न ही आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं आइए उस पर एक नजर डालते हैं इंडक्टिव अप्रोच की शुरुआत विशिष्ट अवलोकन से होती हैडिडक्टिव में एक निष्कर्ष निकालना होता है अब अब्डक्टिव एप्रोच एक अधूरे अवलोकन के साथ आता है हमें इसका अवलोकन करके सर्वश्रेष्ठ संभावित भविष्यवाणी करनी होती है अब एक और उदाहरण लेते हैं सभी चील उड़ सकते हैं ट्वीटी एक चील है इसलिए ट्वीटी भी उड़ सकती हम इस कथन से यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सभी चील उड़ सकते हैं ट्वीटी एक चील है इसलिए ट्वीटी भी उड़ सकती है तो यहां हमें इसे देदूस किया है अब इंडक्टिव का उदाहरण लेते हैं मैंने आज तक जितने भी कौओं को देखा है वे काले थे तो बदले में अनुमान क्या लगाया जा सकता है मैं क्या सिद्धांत बना रहा हूं की सब कौवे हर जगह काले होते हैं जो कौवे मैंने नहीं देखे वह भी मैंने एक सिद्धांत बना लिया है कि सभी कौवे काले होने चाहिए क्योंकि सभी जो मैंने देखे वह काले थे तो यह एक अनुमान के प्रति अवलोकन है अब इस तीसरे मामले को देखते हैं यह बहुत दिलचस्प है मैं आज सुबह उठा तो मेरी खिड़की के बाहर घास गीली थी यह ज्ञात तथ्य है रात में बारिश घास को गीला कर सकती है इसलिए अगर बारिश है तो घास गीली हो सकती है तो संभवत अब अब्डक्टिव अप्रोच के अनुमान हम कहेंगे कि शायद रात में बारिश हुई थी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी ने नल खुला छोड़ दिया था या शायद किसी ने पानी छिड़क दिया था हालांकि इसकी संभावना कम हो सकती है लेकिन फिर भी है इसलिए हम कहेंगे कि यहां संभावना है लेकिन हम इसके बारे में निश्चित नहीं हैं इसलिए यह एप्रोच बीच की है अब हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है जब आप एक शोध अध्ययन करते हैं और आपने सारे परीक्षण कर लिए हैं उपरोक्त चित्र में यह हास्य में कह रहा है की हम आखिरकार अपने नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए आवश्यक सभी बाजार अनुसंधानों के माध्यम से काम करते हैं लेकिन हम अब सेवानिवृत्त हो गए हैं तो इसका मतलब है कि कोई भी शोध आपको अधिक समय लेने की अनुमति नहीं देता है हम जितना समय चाहे उतना नहीं ले सकते क्योंकि बहुत सी चीजें बदल जाती हैं उदाहरण के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन यदि आप कुछ समय पहले भारत को देखते हैं तो फैशन संस्कृति सभी चीज़ों में भारी बदलाव आया हैलोग अब अधिक पाश्चात्य हैं लोग हाल की जीवन शैली का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं जो वे टीवी पर या इंटरनेट पर देखते हैं तो अब शोध डिजाइन के बारे में बात करते हैं की यह क्या है रिसर्च डिजाइन आप कह सकते हैं कि नियोजित नेटवर्क है एक नियोजित दृष्टिकोण यह मार्केटिंग रिसर्च संचालन के लिए एक रूपरेखा या ब्लू प्रिंट है यह जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विवरण देता है यह मार्केटिंग अनुसंधान समस्याओं को हल करने की मूल आवश्यकता है इसका मतलब है कि एक तरह से यह एक रोडमैप है जो आपको बताता है कि क्या करना है कब करना है कैसे करना है और आप मूल रूप से कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि आप पूरी तरह से एक उचित अनुसंधान डिजाइन के सही विकल्प का अध्ययन करें यह काफी हद तक शोध के उद्देश्य पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए हमने कहा है कि यदि आप इसे एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आपने डिटेक्टिव एप्रोच चुना है उदाहरण के लिए आप बाजार से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं मान लीजिए कि हम नहीं जानते की अफ्रीका या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी क्या आपके उत्पाद का बाजार हो सकता हैं हम उनकी स्थिति उनकी परंपरा उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए हम नहीं जानते कि हम किस तरह के शोध को डिजाइन करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे आपको याद होगा पिछली कक्षा में मैंने पेपर बोट नामक कंपनी का उदहारण दिया था पेपर बोट एक कंपनी है जो बचपन की भावनाएँ याद दिलाने की कोशिश करती है लोग खरीदते वक़्त खुद को किस तरह से बचपन की यादों से जोड़ते हैं तो जब यह कंपनी शुरू हुई होगी तो उन्होंने शोध किया होगा की लोग वास्तव में क्या देखते हैं जब वे कोई भी उत्पाद खरीदते हैं तो अगर आप गलत रास्ता अपनाएंगे तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे जो वांछनीय नहीं है आइए रिसर्च डिज़ाइन के घटकों को देखें तो घटक पहले परिभाषित कर रहे हैं कि यदि आप अपने अनुसंधान को परिभाषित नहीं कर सकते हैं तो वो कभी भी पूर्ण नहीं होगी अब खोजपूर्ण वर्णनात्मक या कारण चरणों का सही डिजाइन तैयार करें जब मैं शोध डिजाइन के बारे में बात करता हूं तो मूल रूप से I को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है इसलिए तीन भाग क्या है अब सबसे पहले हम खोजपूर्ण शोध के साथ शुरुआत करते हैं जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं खोजपूर्ण यह किसी चीज़ का पता लगाने के लिए है तो हम कहते हैं कि वहाँ यह मूल रूप से गैर निर्णायक शोध के तहत आता है क्योंकि यहां निष्कर्ष नहीं हैफिर हमारे पास दूसरा है जो निर्णायक शोध के अंतर्गत आता है अब निर्णायक अनुसंधान के अंतर्गत क्या आता है अब एक वर्णनात्मक शोध और कारणात्मक शोध है जैसा कि मैंने एक्सप्लोरेटरी से शुरू किया था जो कुछ एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है इसलिए इस मामले में हमें इसे पहले समाप्त करें यह एक खोजपूर्ण वर्णन अनुसंधान के कारण चरणों का वर्णन करता है माप और स्केलिंग प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करना अब उदाहरण के लिए आप कैसे मापना चाहते हैं उदाहरण के लिए आप संतुष्टि को कैसे मापेंगे हम जानते हैं कि वजन कैसे मापा जाता हैहम क्षमता को मापना जानते हैं हम दूरी को मापना जानते हैं लेकिन आप एक सामाजिक विज्ञान निर्माण को कैसे मापें या सामाजिक कारक उदाहरण के लिए संतुष्टि ईमानदारी वफादारी और इन सभी चीजों को तो आप कैसे मापेंगे इसके लिए एक उचित पैमाना चाहिए वास्तव में मैं एक मान्य पैमाने को विकसित करने में समय लगाऊंगा लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि हमें एक पैमाने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए हम दो अलग अलग क्षेत्रों के दो महान व्यक्तित्वों की तुलना करते हैं हालांकि यह संभव नहीं है लेकिन फिर भी हमें यह करना होगा क्योंकि मान लें कि केवल एक ही पुरस्कार दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक पैमाना होना चाहिए ताकि उपलब्धियां का मानकीकरण कर सकें फिर प्रश्नावली का निर्माण या साक्षात्कार प्रपत्र या उपयुक्त डेटा संग्रह के लिए फॉर्म और फिर नमूना प्रक्रिया निर्दिष्ट करना है कि नमूना कौन है कभी कभी हम सही नमूने को न समझ कर गलती कर बैठते हैं और अंत में नमूना आकार क्या है जिसकी हमें आवश्यकता है इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए मान लीजिए कि मैं पुरुषों पर एक शोध कर रहा हूं इसमें मान लीजिए कि आर्थिक स्थिति क्या है शामिल नहीं है मैं 12 साल के किशोर या 14 साल के बाद के लड़के को शामिल नहीं कर सकता हालांकि आनुवंशिक रूप से या जैविक रूप से वो एक आदमी है लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हम शोध में शामिल नहीं कर सकते हैं इसलिए नमूना आकार उसी के अनुसार अंत में हम डेटा विश्लेषण की योजना बनाते हैं अब हम चलते हैं हालांकि इसकी चर्चा नहीं की जाती है लेकिन ऐतिहासिक डिजाइन हम उदाहरण देख सकते हैं यह आदमी यह एक पूर्व नाज़ी की डायरी है क्या आप आत्मकथा जानते हैं हमने लोगों को अंत में करते हुए देखा होगा करियर की कोशिश में उन सभी को वे कभी सही नहीं बोलते बहुत प्रसिद्ध राजनेता खिलाड़ी और अंत में वे बोलने की कोशिश करते हैं आत्मकथा के द्वारा तो यह कुछ ऐसा है जिसे हम ऐतिहासिक भाग में जाने की कोशिश कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या हुआ था कैसे हुआ और इसके क्या निहितार्थ थे जब मैं अनुसंधान मार्कर अनुसंधान डिजाइन को वर्गीकृत कर रहा हूं तो मूल रूप से मैंने पहले खोजपूर्ण निर्णायक वर्णनात्मक समझाया था और वर्णनात्मक मूल रूप से एक्सप्लोरेटरी को एक्सप्लोर करना था इसी तरह डिस्क्रिप्टिव को वर्णन करना है अब आइए समझते हैं अगर हमें किसी चीज का अंदाजा नहीं है तो उसका वर्णन कैसे किया जाएगा तो किसी भी वर्णनात्मक शोध का प्रारंभिक बिंदु इस परिकल्पना के साथ है कि शोधकर्ता को विषय के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त हुआ अब यह उदाहरण के लिए हो सकता है कि हम जानते हैं कि विशेष प्रकार के प्रचार के कारण एक विशेष बाजार में बिक्री में वृद्धि हुई है इसलिए हमारे पास वह ज्ञान है जिससे हम यह मान सकते हैं कि भले ही हम दूसरे बाजार में एक ही प्रचार उपाय का उपयोग करें वह भी बढ़ सकता है यह वह परिकल्पना है जिसे हमने डिजाइन या उत्पन्न किया है इसी तरह आकस्मिक नाम से पता चलता है कि हर क्रिया का कारण और प्रभाव होता है जिसे आप हर क्रिया के लिए जानते हैं जब आप इसे आकस्मिक कहते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है इसी तरह कहते हैं कि हर कारण के लिए कारण और प्रभाव होता है या आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि हर प्रभाव के पीछे एक कारण होता है तो फिर से यह विभाजित क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन लोंगिट्युडिनल डिजाइन को कैसे देखें यह इस पर निर्भर करता है वर्णनात्मक शोधकर्ताओं के डिजाइन का प्रकार है इसे धीरे धीरे पता चल जाएगा क्रॉस सेक्शनल थे आम तौर पर इसका मतलब है कि आप उत्तरदाताओं की एक क्षैतिज रूप से लंबी श्रृंखला में एक समय लेते हैं एक समय में ऐसा ही होता है इसलिए इससे बहुत अधिक अंतर होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्तरदाताओं को बनाना है दूसरी ओर एक ही समय सीमा के कारण लोंगिट्युडिनल डिजाइन कुछ उत्तरदाताओं को लेता है अलग अलग समय अवधियों में ताकि यह देखा जा सके कि क्या उस के व्यवहार पैटर्न में कोई परिवर्तन हुआ है अलग अलग समय इसलिए जब हम कहते हैं कि ऐसा करें तो मूल रूप से यदि आप समझ सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप शुद्ध पूंजी को देखते हैं तो आप संतुष्टि या मुद्रास्फीति को जानते हैं हमारे देश में इन सभी चीजों को कैसे कुछ वर्षों में बदल दिया जाता है तो केवल अगर कुछ लोगों या कुछ उत्तरदाताओं को लिया जाएगा और उन्हें निश्चित वर्षों की संख्या में चेक किया जाएगा जैसा कि मैंने शुरू किया था खोजपूर्ण अध्ययन प्राथमिक उद्देश्य यह बहुत लचीला है और विपणन घटना के लिए लचीला और विकसित दृष्टिकोण है उदाहरण के लिए आम तौर पर यह देखा गया है कि कितने लोग प्रतिक्रिया करते हैं यदि आप क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज देखते हैं वह दुनिया को नेविगेट करने जा रहा था और उसने अचानक अमेरिका की खोज की इसी तरह फोटोकॉपी मशीन जब कार्लसन ने विकसित की तो उसे पता नहीं था कि वह वास्तव में क्या है कर रहा था लेकिन उसने सोचा कि शायद हो सकता है वह ऐसा कुछ ढूंढ पाएगा इसलिए खोजपूर्ण शोध शोध या समस्या के किसी विशेष कार्य की अखंडता को समझाने और समझने में मदद करता है आइए इस मामले को लेते हैं एक विज्ञापन कंपनी को एक नई कॉफी ब्रू के लिए एक खाता मिला जो हिंदुस्तान यूनिलीवर से था चिकोरी युक्त अब चिकोरी सामग्री है जब यह कंपनी एक ऐड बनाना चाहती थी लोगों को पता नहीं था कि चिकोरी क्या है शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी ने चिकोरी के बारे में सुना नहीं था इसका उपयोग नहीं किया गया था और किसी को भी इसका उपयोग करना नहीं आता है इसका परिणाम हुआ की इस परिकल्पना में चिकोरी विज्ञापन चित्रित कर सकता है ग्राहक चिकोरी को जिस तरह से चाहता था उसमें उपयोग कर सकता था इसका मतलब है कि अगर मैं इसे चिकोरी की तरह लिख सकता हूं या जो भी खोजपूर्ण अनुसंधान हो मूल रूप से क्या हो रहा है खोजपूर्ण शोध परिकल्पना के निर्माण में मदद करता है इसलिए यह आपको कुछ प्रकार की परिकल्पना पर आने में मदद करता है जो खोजपूर्ण शोध का सबसे बड़ा लाभ है एक और दिलचस्प उदाहरण शर्लक होम्स है यदि आपने पुस्तक को पढ़ा है तो यह अनुसंधान डिजाइन का बहुत अच्छा उदाहरण देता है यह दर्शाता है कि आम तौर पर यह अपराध से शुरू होता है जिसकी जांच करने की जरूरत है प्रारंभिक चरण उन संकेतों की तलाश करना है जो यह स्थापित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या हुआ है इसलिए संकेतों की तलाश करना उसका अवलोकन करना एक तरह का तरीका है जिससे आप अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं वास्तव में कारण या और कुछ है और फिर आप निर्माण की ओर बढ़ते हैं परिकल्पना करते हैं और फिर अंत में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं इसलिए जांचकर्ता गवाहों के साथ साक्षात्कार करने की दिशा में प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं यह अंत में खोजपूर्ण है आम तौर पर लोगों को भ्रम होता है कि हम कोई शोध कब करें यह केवल खोजपूर्ण होनी चाहिए या यह केवल वर्णनात्मक होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं है कि हर शोध मूल रूप से खोज के साथ शुरू होती है यदि आपके पास इसके बारे में कोई विचार नहीं है लेकिन बाद में हम एक वर्णनात्मक प्रकार के डिजाइन के साथ आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे यह एक संयोजन हो सकता है जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है की केवल एक ही प्रकार का शोध डिजाइन है और उस पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए अब यह फ्रांसिस क्रिक क्या कह रहे है कि खोजपूर्ण शोध कोहरे में काम करने जैसा है इसका मतलब है कि जब धुंध होता है तो सड़क स्पष्ट नहीं होती है आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं आप कोहरे में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं फिर इसके बारे में बाद में जानेंगे और सोचें कि शुरुआत में यह कितना सीधा था जब आप कुछ नहीं जानते तो कार्य एक पहाड़ की तरह दिखता है जिसे स्थानांतरित किया जाना है लेकिन वास्तव में यह बहुत आसान हो सकता है लेकिन फिर भी शोध किया गया था उसके लिए विस्फोट किया गया था उसे क्रेडिट पर देना होगा क्योंकि किसी को इसके बारे में पता नहीं था उन्होंने इसे शुरू किया उन्होंने एक विचार दिया है जिसे उन्होंने विकसित किया है यह आमतौर पर तब किया जाता है जब शोधकर्ता को समस्याओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है खोजपूर्ण शोध आमतौर पर अनुसंधान परियोजनाओं की शुरुआत में आयोजित किया जाता है क्योंकि हम अंत की ओर आते हैं तो आइए कुछ उपयोगों को देखें सबसे पहले आपको पृष्ठभूमि की जानकारी हासिल करनी होगी टर्म परिभाषित करने होंगे समस्याओं को स्पष्ट करते हैं और परिकल्पना विकसित करते हैं परिकल्पना विकसित करने में अनुसंधान प्राथमिकताएं विकसित करनी होगी अनुसंधान क्या है जो मुख्य चर और संबंधों को अलग करता है इस तरह आप आगे बढ़ते हैं फिर खोजपूर्ण डिजाइन में विकसित करने के लिए अंदरूनी लाभ प्राप्त करते हैं और आगे के अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं को स्थापित करता है अब यदि आप वापस जाएं और देखें कि आप प्राथमिकताओं को स्थापित करने के इस चरण में कब आए हैं उस समय खोजकर्ता या शोधकर्ता वे खोजपूर्ण शोध का संचालन कर रहे हैं अध्ययन की कुछ प्रमुख अंतर्दृष्टि विकसित की है अब हम कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं शायद अगले भाग में विशेषज्ञों के सर्वेक्षण की तरह आपने पायलट सर्वेक्षण के बारे में भी सुना होगा फिर माध्यमिक डेटा का उपयोग करके गुणात्मक तरीके से समझते हैं फिर गुणात्मक अनुसंधान हमारे पास कुछ तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाला समूह है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे ध्यान केंद्रित समूहों का उपयोग किया जाता है कि उनका उपयोग क्यों किया जाता है और यह कम से कम विपणन भाषा में इतना सहायक कैसे हो सकता है मैं एक उदाहरण दूंगा कि कैसे कंपनियों ने ए के रूप में केंद्रित समूह का उपयोग किया है कुछ चीजों के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए उदाहरण के लिए तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम देखेंगे कि कैसे फोकस समूह वहां बहुत मददगार है प्रोजेक्टिव तकनीक मानव उपभोक्ताओं की मानसिकता को समझने का एक और शानदार तरीका है एथनोग्राफिक अध्ययन भी हैं जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया है लेकिन एथनोग्राफिक अध्ययन जहां आप लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश करें तो कुछ खोजपूर्ण तकनीक जो कि अगले भाग में की जाएगी मैं आपको बताऊंगा मुझे आशा है कि रिसर्च अप्रोच में क्या है और रिसर्च डिजाइन क्या है और कैसे वे अलग हैं और विभिन्न रिसर्च डिजाइन क्या है और इसी तरह रिसेंट रिसर्च अप्रोच क्या है आज के लिए बस इतना ही